शब्द संग्रह प्लांट कंट्रोल PID कंट्रोल ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल प्रदर्शन स्टेट त्रुटि सुप्रभात तो आज हम इस पाठ्यक्रम के पाठ 13 को देखेंगे जो PID कंट्रोल ट्यूनिंग पर है जैसा कि हम देखेंगे कि कंट्रोलर ट्यूनिंग संपूर्ण कंट्रोलर डिजाइन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और यह कंट्रोल लूप के प्रदर्शन को बहुत ही गंभीर रूप से निर्धारित करता हैजो बदले में उत्पाद की संपूर्ण गुणवत्ता और कीमत को प्रभावित करता है इसलिए यह औद्योगिक स्वचालन के समग्र संदर्भ में सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है

तो शुरुआत करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है तो जैसा कि हमने हर पाठ में कहा है कि इस पाठ को सीखने के बाद छात्र निम्नलिखित चीजें कर पाएंगे पहला है कंट्रोलर के प्रकारों के चयन के लिए दिशा निर्देशों की व्याख्या जब मैं PID कंट्रोलर कहता हूं तब मेरा मतलब वास्तव में कंट्रोलर के तीन भागों से होता है जो हैं P कंट्रोल PI कंट्रोल और PID कंट्रोल जोकि आमतौर पर औद्योगिक स्वचालन के संदर्भ में इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए छात्र इन प्रकारों में से एक का चयन कर पाएंगे अब एक बार जब वे कंट्रोलर का चयन कर लेंगे उसके बाद वे कंट्रोलर के विभिन्न मापदंडों जैसे गेन इंटीग्रल समय डेरिवेटिव समय इत्यादि को निर्दिष्ट करने में सक्षम हो पाएंगे इसलिए इस पाठ में हम इसे करने के कई तरीकों को देखेंगे और यह भी देखेंगे कि ये तरीके कंट्रोलर के प्रदर्शन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं इसलिए सेटिंग्स की राशि कितनी होगी यह कंट्रोल के प्रदर्शन पर निर्भर करता है तो यहां कई मानदंड हैं जोकि उपयोग के आधार पर तय किए जाते हैं और छात्र उन सभी मानदंडों या कहें कि उनमें से 3 मानदंडों की व्याख्या कर पाएंगे उसके बाद वे PID सेटिंग्स की विश्लेषणात्मक रूप से गणना कर पाएंगे वास्तव में कंट्रोलर पैरामीटर के मानों को हल करना और कुछ मामलों में जहां सटीक हल संभव नहीं है क्योंकि कभी कभी हमारे पास एक संदर्भ मॉडल उपलब्ध नहीं होता है इसलिए हम कभी कभी कंट्रोलर पैरामीटर को व्यवहारिक तथ्यों के आधार पर तय करते हैं और इसके दो साधारण दृष्टिकोण है एक है ओपन लूप दृष्टिकोण जोकि स्टेप रिस्पांस पर आधारित है उसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या कर पाएंगे और दूसरा है क्लोज लूप के लिए तो आप उसकी भी व्याख्या कर पाएंगे और अंत में कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां ऑनलाइन जरूरत होती है जब प्लांट काम कर रहा हो तो जब भी हमें लगे की प्लांट की विशेषता बदल गई है तो क्या हम प्लांट के गेन को तय करने के लिए जल्दी से एक परीक्षण कर सकते हैं जिसे ऑटो ट्यूनिंग कहा जाता है इसलिए छात्र ऑटो ट्यूनिंग क्या है इसको परिभाषित कर पाएंगे इसकी जरूरत कब होती है और इसके लिए एक योजना की भी व्याख्या कर पाएंगे तो यह सब वे मूल चीजें हैं जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और जिस पर आप को ध्यान देना चाहिए तो चलिए अब हम पहले कंट्रोल प्रदर्शन के सिद्धांत को देखते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कंट्रोल प्रदर्शन उत्पाद की गुणवत्ता को सीधे सीधे प्रभावित करता है अब चाहे रासायनिक प्रक्रिया हो या इस्पात संयंत्र यह उत्पाद की गुणवत्ता को हमेशा प्रभावित करेगा और मौलिक उद्देश्य है निर्धारित विशिष्टताओं को पूरा करना हर एक संयंत्र हर एक उत्पाद के कुछ निर्धारित गुण और उनकी कुछ सीमाएं होती है हमें जिसे पूरा करने मैं सक्षम होना चाहिए अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं तो हमारे उत्पाद की कीमत बढ़ जाएगी और कड़े गुणवत्ता नियंत्रण के इस दौर में हम कारखाने में कुछ उत्पादन तो कर पाएंगे लेकिन अगर उल्लेखित विशेषताएं पूरी ना कर पाए तो उसे बेचने में सक्षम नहीं हो पाएंगे इसका मतलब यह है कि ये चीजें कूड़े के समान होगी सामग्रियों और उर्जा की बहुत हानि होगी और उत्पाद की कीमत बढ़ जाएगी दूसरी तरफ अगर आप उन विशिष्टताओं को पूरा करने जाते हैं तो भी कीमत बढ़ सकती है क्योंकि अब हमें अनावश्यक रूप से और अधिक परिष्कृत उपकरणों और परिष्कृत कच्चे माल की आवश्यकता होगी इसलिए कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य वास्तव में यह है कि ना तो इन उल्लेखित विशेषताओं का उल्लंघन किया जाए और ना ही इन विशिष्टताओं के स्तरों से परे इसे संतुष्ट करने की कोशिश की जाए इसके बाद अब हम यह देखते हैं कि विभिन्न अनुप्रयोगों में वास्तव में कंट्रोल लूप का प्रदर्शन कैसे उत्पाद की गुणवत्ता को निर्धारित करता है इसलिए हम गुणवत्ता निर्धारकों को देख रहे हैं उदाहरण के लिए हम एक रॉलिंग प्रक्रिया को देखते हैं ठीक है तो रोलिंग प्रक्रिया में वास्तव में यह होता है कि वहां पर दो रोल्स होते हैं और कुछ सामग्री या कुछ निश्चित मोटाई का प्लेट उसमें आता है और जब यह बाहर जाता है तो इसकी मोटाई न्यूनतम होती है इसलिए रोलिंग के द्वारा आयाम में कमी की जाती है यह रोलिंग प्रक्रिया का काम है अब जाहिर है आप अपने तैयार उत्पाद के व्यास को कड़ाई से नियंत्रित करना चाहेंगे जो उदाहरण के लिए बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है यह महत्वपूर्ण रूप से रॉल अंतराल पर निर्भर करता है इसलिए अब आप हमेशा यह निर्धारित करते हैं कि आपके उत्पाद की मोटाई कुछ सीमाओं के अंदर रहे इसलिए आपका उत्पाद आपके द्वारा निर्धारित विशेषताओं का उल्लंघन करेगा या नहीं यह वास्तव में त्रुटि की अधिकतम मात्रा पर निर्भर करेगा इसलिए अगर रॉल अंतराल को d रहना है और रॉल अंतराल d है तो अंतिम उत्पाद की मोटाई में कुछ त्रुटि आएगी इसलिए इस मामले में त्रुटि की मात्रा उत्पाद की गुणवत्ता को निर्धारित करेगी अब एक और उदाहरण देखते हैं इस उदाहरण में मान लीजिए कि हम पेट्रोलियम रिफाइनरी मैं कंपोजीशन कंट्रोल को देख रहे हैं तो उत्पाद क्या है यहां उत्पाद एक हाइड्रोकार्बन इंधन जैसे कि पेट्रोल या केरोसिन होता है अब उत्पाद के उत्पादन के बाद इसे टैंक में जमा किया जाता है और अंततः जब टैंक भर जाता है तो इसे ग्राहकों के पास पहुंचाया जाता है अब टैंक में उत्पाद की गुणवत्ता वास्तव में त्रुटियों के इंटीग्रल पर निर्भर करता है क्योंकि मान लीजिए हम ऑक्टेन नंबर की बात कर रहे हैं तो कभी कभी ऑक्टेन नंबर थोड़ा ज्यादा हो सकता है और कभी कभी थोड़ा कम भी हो सकता है अब चुंकी सारे उत्पाद टैंक में जा रहे हैं और वे वहां मिल जा रहे हैं इसलिए आखिर में औसत ऑक्टेन नंबर ही है जिसे आप निर्धारित करेंगे इसलिए इस मामले में त्रुटियों का योग ही जोकि ऑक्टेन नंबर से विचलन को दर्शाता है आपके उत्पाद की अंतिम गुणवत्ता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होने वाला है इसलिए इस अनुप्रयोग में यह त्रुटि इंटीग्रल है जो अति महत्वपूर्ण है और कंट्रोल लूप डिजाइन करते समय हम यह कोशिश करेंगे कि यह त्रुटि इंटीग्रल निम्नतम रहे इसी तरह अब एक और उदाहरण लेते हैं तो अब एक और उदाहरण लेते हैं जो है किसी रासायनिक प्रक्रिया के निर्वहन प्रवाह में pH कंट्रोल तो आज के सख्त वातावरण शासन में यह निर्धारित किया गया है कि आपके पास जो भी अपशिष्ट पदार्थ हो मान लीजिए आप कुछ अपशिष्ट पदार्थ को नदी में प्रवाहित कर रहे हैं तो उस अपशिष्ट का pH मान जितना हो सके उदासीन के आसपास होना चाहिए और यह ना ही अम्लीय होना चाहिए और ना ही क्षारीय और याद रखें यहां पर कोई औसत नहीं होता है क्योंकि यहां पर कोई टैंक नहीं है आप अपशिष्ट को सीधे नदी में प्रवाहित कर रहे हैं इसलिए अगर आपके उत्पाद में पॉजिटिव त्रुटि है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि यह अम्लीय हैतो यह बुरा है और अगर यह नेगेटिव है तो भी यह बुरा है और इस मामले में पॉजिटिव त्रुटि नेगेटिव त्रुटि को निरस्त नहीं करता है इसलिए इस मामले में एक त्रुटि इंटीग्रल का चुनाव करना सही नहीं होगा क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते है कि आप कुछ समय के लिए अम्लीय अपशिष्ट का प्रवाह करें और फिर कुछ समय के लिए क्षारीय अपशिष्ट का प्रवाह करें और फिर यह कहे कि मेरा औसत त्रुटि 0 है यह सही नहीं होगा इसलिए इन प्रक्रियाओं में हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि त्रुटियों का इंटीग्रल जोकि त्रुटि के पूर्ण मान का एक समय अंतराल में इंटीग्रेशन है निम्नतम हो जाए ठीक है तो इन उदाहरणों में हमने यह देखा कि प्रयोग के आधार पर हमें विभिन्न मानदंड तय करने होते हैं जो आमतौर पर त्रुटियों पर आधारित होते हैं ठीक है तो अब हम यह देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे ठीक है तो PID कंट्रोलर के ट्यूनिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले पैरामीटर्स को ट्यून करने से भी पहले आपको कंट्रोलर का चुनाव करना होगा मतलब आपको यह तय करना होगा की आप P कंट्रोलर का उपयोग करेंगे या PI कंट्रोलर का या फिर PID कंट्रोलर का हमेशा आपको सबसे सरल कंट्रोलर चुनना चाहिए जिसकी आपको आवश्यकता है और जो पर्याप्त हो ठीक है तो इसलिए हम देखना चाहते हैं कि कब P कंट्रोलर पर्याप्त है और जब यह पर्याप्त नहीं हो तब हम PI कंट्रोलर की ओर जाएंगे और जब यह भी पर्याप्त नहीं हो तब हम PID की ओर जाएंगे यहां हमें केवल एक चीज याद रखना होगा कि कंट्रोलर के प्रकार का चुनाव करने से पहले हमने यह मान लिया है कि हमने पहले ही यह तय कर लिया है कि कौन सा मैनिपुलेटेड वेरिएबल है क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां आप अलग अलग मैनिपुलेटेड वेरिएबल चुनकर समान कंट्रोल प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं इसका एक बहुत ही साधारण उदाहरण यह है कि मान लीजिए मैं अभी जिस कमरे में बैठा हूं और यह व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं उसका तापमान नियंत्रित करना चाहता हूं यह एक वातानुकूलित कमरा है और मान लीजिए मैं इस कमरे का तापमान बनाए रखना चाहता हूं तो मैं इसे दो तरीकों से कर सकता हूं मैं या तो मैं एक निरंतर तापमान वाली हवा ले सकता हूं और इस कमरे में वर्तमान में पैदा होने वाली गर्मी के आधार पर या तापमान की त्रुटि के आधार पर मैं प्रति सेकंड हवा की कम या ज्यादा मात्रा भेजने की कोशिश कर सकता हूं इसलिए मैं या तो हवा की मात्रा के प्रवाह के दर को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता हूं या मैं कह सकता हूं कि नहीं मैं वॉल्यूम प्रवाह दर को नियंत्रित नहीं करूंगा इसके लिए मैं पंखे को उसी गति से चलाने जा रहा हूं लेकिन मैं उस हवा के तापमान को नियंत्रित कर रहा हूं जिसे मैं अंदर धकेल रहा हूं इसलिए आप देख सकते हैं कि रूम का तापमान जोकि कंट्रोल वेरिएबल है उसे या तो हवा के प्रवाह दर को मैनिपुलेटेड वेरिएबल लेकर नियंत्रित किया जा सकता है या फिर हवा के तापमान को मैनिपुलेटेड वेरिएबल लेकर इसलिए यहां हम मान रहे हैं कि इस तरह के चयन पहले ही हो चुके हैं और अब हमारे पास लूप तय है हमें केवल कंट्रोलर के प्रकारों का चयन करने की आवश्यकता है और फिर उन मापदंडों में कंट्रोलर पैरामीटर सेटिंग्स का चयन करना है तो सबसे पहले हम P कंट्रोल को देखते हैं अब हमें यह पहले से ही पता है कि P कंट्रोल अधिकांश मामलों में ऑफसेट की ओर जाता है इसलिए आप P कंट्रोल तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब गेन के संगत मानों के लिए ऑफसेट स्वीकार्य हो अब यहां गेन के संगत मानों से क्या मतलब है आप हमेशा कह सकते हैं कि मैं हमेशा गेन बढ़ा सकता हूं लेकिन आप मूल रूप से दो कारणों से गेन नहीं बढ़ा सकते हैं उसमें पहला कारण स्थिरता है अगर आप गेन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो यह हो सकता है कि आपकी प्रक्रिया अस्थिर हो जाए और दूसरी बात यह है कि आपके पास अक्सर एक्ट्यूएटर की बाधा होती है इसलिए अगर आप गेन को बढ़ा भी दे तो यह हो सकता है कि आप प्रक्रिया को ज्यादा इनपुट ना दे पाए इसलिए P कंट्रोल तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब Kc के संगत मानों के कारण जो ऑफसेट उत्पन्न होता है वह स्वीकार्य हो दूसरा मामला है जैसा कि हमने कुछ प्रक्रियाओं जैसे कि टैंक में देखा था हमने देखा था कि ज़ीरो ऑफसेट के लिए शर्त यह है कि संपूर्ण लूप गेन मैं कम से कम एक इंटीग्रेटर लूप में होना चाहिए तो यह इंटीग्रेटर या तो कंट्रोलर में सम्मिलित किया जा सकता है या फिर प्लांट में सम्मिलित किया जा सकता है इसलिए अगर प्लांट में पहले से ही एक इंटीग्रेटर सम्मिलित हो तो आप अनुपातिक कंट्रोलर के साथ भी कोई ऑफसेट नहीं पाएंगे इसलिए ऐसे मामलों में जैसे कि द्रव स्तर कंट्रोल गैस दाब कंट्रोल इत्यादि जहां आपके पास एक टैंक है और आप उसमें तरल पदार्थ को भर रहे हैंआपके प्लांट के पास एक इंटीग्रेटर है इसलिए इन मामलों में P कंट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है तो आपके पास तरल स्तर या गैस का दाब कंट्रोल है और अब बिंदु यह है कि जब परिस्थितियां होती हैं उदाहरण के लिए तरल के स्तर या गैस के दाब कंट्रोल में वास्तव में हमेशा आपके पास एक इंटीग्रेटर नहीं होता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां एक निरंतरता है मेरा मतलब है वहां तरल पदार्थ का प्रवाह भी हो रहा है और अगर तरल पदार्थ का प्रवाह हो रहा है तो वास्तव में वहां एक इंटीग्रेटर नहीं होगा बल्कि ऐसे मामलों में प्रायः ऐसा होता है कि स्तर का कंट्रोल उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है हमने यह देखा है कि स्टेडी स्टेट त्रुटि जोकि P कंट्रोल में मिलता है वास्तव में लोड पर निर्भर करता है तो क्योंकि लोड हमारे नियंत्रण मैं नहीं है इसलिए यह हो सकता है कि स्टेडी स्टेट त्रुटि थोड़ा बहुत बदलता रहे लेकिन बहुत सारे मामलों में विशेष रुप से जब हमारे पास टैंक हो या सिलेंडर हो तब हमारा एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि गैस का दबाव या तरल का स्तर एक निश्चित सीमा से नीचे ना गिरे इसलिए जब तक यह एक सीमा के अंदर थोड़ा बहुत बदलता रहे तब तक इसे स्वीकार्य माना जाता है इसलिए इन मामलों में अगर प्लांट में इंटीग्रेटर शामिल ना हो फिर भी अनुपातिक कंट्रोल का होना सही है लेकिन ऐसी कई परिस्थितियां हैं जहां स्टेडी स्टेट ऑफसेट स्वीकार्य नहीं होता है ऐसे मामलों में आपको हमेशा PI कंट्रोल के लिए जाना चाहिए इसलिए PI कंट्रोल पर तब विचार किया जाता है जब P कंट्रोल एक अस्वीकार्य ऑफसेट उत्पन्न करें ठीक है तो अगर आप कोई ऑफसेट नहीं चाहते हैं तो आप PI कंट्रोल का इस्तेमाल करना चाहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि तब आप सटीकता से शून्य स्टेडी स्टेट त्रुटि को सुनिश्चित कर पाएंगे अब जैसा कि हमने देखा है कि PI कंट्रोल में आमतौर पर क्या होता हैविशेष रुप से इस लूप में I की क्रिया के कारण यह लूप दोलन करने लगता है और यह स्थिर होने में थोड़ा समय लेता है इस अर्थ में यह लूप थोड़ा सुस्त हो जाता है अब इसे देखते हैं मान लीजिए आपके पास एक स्टेप रिस्पांस है तो यह आपका नया सेट प्वाइंट है जिसे बदल दिया गया है और प्लांट जोकि PI कंट्रोल के अंदर है इस तरह से दोलन कर रहा है और अंततः 0 स्टेडी स्टेट त्रुटि पर पहुंच रहा है अब प्रश्न यह है कि यह दोलन कब स्वीकार्य है ये त्रुटियां कब स्वीकार्य है तो निश्चय ही आप पाएंगे कि ये तब स्वीकार्य हैं जब सेट पॉइंट में कोई बदलाव हो जब जब सेट पॉइंट में कोई बदलाव होगा तब तब यह दोलन वास्तव में उत्पन्न होगा और जैसे ही यह समाप्त होगा लूप शुन्य स्टेडी स्टेट त्रुटि प्राप्त कर लेगा इसलिए अगर यह अंतराल जिसमें यहां कुछ त्रुटि है वास्तव में सेट प्वाइंट में बदलाव की फ्रीक्वेंसी की तुलना में कम हो तो आप कह सकते हैं कि यह ठीक है इस दौरान भी मेरे पास कुछ त्रुटि है और मेरे कंट्रोल प्रदर्शन पर इसका प्रभाव हो सकता है लेकिन अगर मेरे पास एक इंटीग्रल त्रुटि मानदंड है तो यह कम प्रभावित होगा क्योंकि यह पॉजिटिव त्रुटि इस नेगेटिव त्रुटि को निरस्त कर देगा लेकिन फिर भी मैं इतनी त्रुटियों को सहन कर पा रहा हूं क्योंकि ये बहुत तेजी से समाप्त हो जाएगा दूसरे शब्दों में कहे तो यह समय अंतराल वास्तव में बहुत ही कम होता है इसका मतलब है कि ओपन लूप की गतिशीलता वास्तव में बहुत तेज होती है और सेट प्वाइंट में बदलाव की आवृत्ति की तुलना में यह पर्याप्त तेज होती है इसलिए क्लोज लूप ट्रांजियंट रिस्पांस वास्तव में स्वीकार्य होता है इसका एक साधारण सा उदाहरण प्रवाह नियंत्रण है प्रवाह नियंत्रण में स्टेप रिस्पांस वास्तव में बहुत फास्ट है इसलिए यदि आप एक PI कंट्रोल को शामिल करें तो भी यह छोटे समय अंतराल के लिए थोड़ा सा ही दोलन करेगा मान लीजिए की आप प्रवाह नियंत्रण के द्वारा तापमान को नियंत्रित करना चाहते हैं जोकि बहुत सामान्य है आप रिएक्टर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए भाप के प्रवाह की दर को घटाने या बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसलिए रिएक्टर के तापमान का सेट प्वाइंट प्रवाह लूप के सेटिंग की तुलना में असामान्य होगा मेरा मतलब है इन मामलों में PI कंट्रोल को ही आमतौर पर पर्याप्त माना जाता है लेकिन वहां कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां ऐसा नहीं हो और प्लांट पहले से ही थोड़ा धीमा हो तो इसे और धीमा करना ठीक नहीं होगा तो ऐसे मामलों में आपको यह करना होगा कि अब आप प्लांट को और तेज करने के लिए गेन को बढ़ाएंगे अब एक PI कंट्रोल में गैन को बढ़ाना वास्तव में इसे अस्थिरता की ओर ले जाएगा तो इसलिए आपको एक डेरिवेटिव पद को जोड़कर इसे उस अतिरिक्त चरण के लिए सही करना होगा जैसा कि हमने देखा है तो अब हम यह कर रहे हैं कि हम सिक्के के दोनों पहलुओं को चाहते हैं मतलब पहले हम अच्छा स्टेडी स्टेट प्रदर्शन चाहते हैंइसका अर्थ है कि हम 0 स्टेडी स्टेट त्रुटि चाहते हैं और हम जानते हैं कि हम इसे PI या PID कंट्रोल दोनों से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसके साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि हमारा ट्रांजियंट रिस्पांस आमतौर पर स्टेप इनपुट के लिए PI कंट्रोलर से अच्छा हो इसलिए इन मामलों में PI कंट्रोल के कारण जो धीमापन आ जाता है वह अस्वीकार्य है और इसे PID कंट्रोल की मदद से दूर किया जा सकता है क्योंकि अब आपके पास एक डेरिवेटिव है और इस कारण आप वास्तव में ज्यादा गेन रख सकते हैं आमतौर पर बहू क्षमता प्रक्रियाओं के लिए जहां आपको तापमान या संयोजन को नियंत्रित करना हो यही कारण है कि आप PID कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप 0 स्टेडी स्टेट त्रुटि का स्टेडी स्टेट में लाभ पाने के लिए ट्रांजियंट रिस्पांस में ज्यादा खोना नहीं चाहते हैं तो यह सब P PI और PID कंट्रोल्स के चयन के व्यापक व प्रमुख नियम हैं अब हम इस बिंदु पर आते हैं की इन कंट्रोल का चुनाव करने के बाद एक विशेष कंट्रोलर सेटिंग को कैसे चुना जाए तो इसके कई तरीके हो सकते हैं उदाहरण के लिए पहला यह है कि अगर आप मान लीजिए कि आपको प्लांट मॉडल की प्रक्रिया की सटीक जानकारी है इसे एक ट्रांसफर फंक्शन से बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया जा सकता है और हमें क्लोज लूप संदर्भ मॉडल की भी जानकारी है इसका मतलब है कि हमारे पास ओपन लूप प्लांट के बारे में भी बहुत सटीक जानकारी है और हमारे कंट्रोल की आवश्यकता को भी हम संदर्भ मॉडल के पद में व्यक्त कर सकते हैं मतलब हम कह सकते हैं कि नियंत्रण के बाद मैं चाहता हूं कि क्लोज लूप प्लांट वास्तव में एक अलग ट्रांसफर फंक्शन की तरह व्यवहार करें ठीक है तो एक बार जैसे ही हम इसे कर लेते हैं तब आप देख सकते हैं कि कभी कभी इन दो आवश्यकताओं से हम कंट्रोलर का हल निकाल सकते हैं ठीक है तो यह तरीका तभी कार्यकारी होगा जब हमारे पास उचित प्रक्रिया मॉडल मौजूद हो आपके पास एक वांछित क्लोज लूप व्यवहार है जिसे संदर्भ मॉडल द्वारा वर्णित किया जा सकता है और फिर अगर आपके पास यह दो शर्ते हैं संतुष्ट हैं तो कंट्रोलर पैरामीटर्स को ऊपर के दो मॉडल्स द्वारा विश्लेषणात्मक रूप से हल किया जा सकता है कैसे तो हमारे पास एक उदाहरण है इस उदाहरण में मान लेते हैं संदर्भ मॉडल है 11STc इसलिए मान लीजिए कि मैं यह चाहता हूं कि क्लोज लूप संयंत्र वास्तव में एक फर्स्ट ऑर्डर प्रक्रिया की तरह व्यवहार करें जिसका टाइम कांस्टेंट Tc है अब हमें यह भी पता है कि क्लोज लूप प्रक्रिया मॉडल का ट्रांसफर फंक्शन क्या है हम इसे जानते हैं की इसे व्यक्त किया जाता है GGc 1GGc द्वारा यह नियंत्रण सिद्धांत के प्राथमिक तथ्यों में से एक हैजहां G ओपन लूप संयंत्र का ट्रांसफर फंक्शन है और Gc उस कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है जो फॉरवर्ड पाथ मे है और हमारे एक पास इकाई फीडबैक है इसलिए अब मैं निश्चित रूप से यह चाहता हूं कि यह ट्रांसफर फंक्शन GGc 1GGc इस ट्रांसफर फंक्शन के बराबर हो जाए तो अब अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ तो मुझे यह मिलता है कि अब प्लांट क्या है जैसा कि मैंने कहा था हमें प्लांट मॉडल पता होना चाहिए इसलिए मैं मान लेता हूं कि प्लांट एक सेकंड ऑर्डर ओवरडैंप्ड प्रक्रिया है इसके दो टाइम कांस्टेंट है t1 और t2 आमतौर पर ये Tc से बड़े होंगे जब भी हम कुछ नियंत्रण करते हैं तो आमतौर पर हम उसका रिस्पांस तेज करना चाहते हैं इसलिए Tc t1 और t2 से छोटा रहेगा तो इसे हल करने के बाद हमें किस प्रकार का Gc मिलेगा तो अगर आप इस समीकरण जो है GGc 1GGcको G के इस मान के साथ और संदर्भ मॉडल के इस मान के साथ हल करें तो आप पाएंगे कि ट्रांसफर फंक्शन ऐसा आ रहा है ठीक है अब आप तुरंत देख सकते हैं कि यह आपका Kp बन जाता है और यह आपका Ti बन जाता है और यह Td बन जाता है ठीक है और यह बहुत ही रोचक है देखिए हमने यह कभी नहीं कहा था कि वास्तव में हम एक PID कंट्रोलर चाहते हैं हम सिर्फ यह चाहते थे कि यह प्लांट इस मॉडल की तरह व्यवहार करें इससे यह पता चलता है कि इस प्लांट को इस तरह व्यवहार कराने के लिए वास्तव में आपको एक PID कंट्रोलर की आवश्यकता है तो अब आप देख सकते हैं कि PID कंट्रोलर आपको एक अच्छा रिस्पांस देता है